जिस सीपीयू शेड्यूलर की बात हम पिछली क्लास में कर रहे थे उसे कम से कम 2 वर्गों में बांटा जा सकता है पहला है शार्ट टर्म या सीपीयू शेड्यूलर और दूसरा है लॉन्ग टर्म या जॉब शेड्यूलर इनके अलावा एक और शेड्यूलर है जिसे मिड टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है अगर आप शेड्यूलर के वर्गीकरण को देखें तो मैं इन्हें तीन वर्गों में बांट सकता हूं शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म अगर आपको प्रोसेस फ्लो स्टेट प्रोसेस या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम याद हो तो हमने कहा था कि जब प्रोसेस डिस्क में होती है तो यह क्रिएटेड स्टेट है इसके बाद एडमिट होकर यह न्यू स्टेट में जाती है और अब इस न्यू स्टेट से यह रेडी स्टेट में जाएगी अगर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की ओर वापस देखें तो इस न्यू स्टेट से यह रेडि स्टेट पर जा रहा है और उसके बाद यहां से रनिंग स्टेट पर होता क्या है कि सिस्टम पर 10 अलग अलग यूजर हो सकते हैं जैसे इस एक यूजर से 10 यूजर तक इन्होंने कुछ प्रोसेस बनाई है जब उन्होंने प्रोसेस बनाई हैं तो हमें इस बात का चुनाव करना होगा कि किस प्रोसेस को सिस्टम के अंदर आने दिया जाए हम ऐसा क्यों करते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह कंप्यूटिंग सिस्टम में हमारे पास दो तरह के एलिमेंट होते हैं एक होता है प्रोसेसर जो कि निश्चित तौर पर कार्यों का निस्तारण करता है और दूसरी होती है आईओ डिवाइसIO devices अगर कंप्यूटर के नजरिए से देखें तो आइओ डिवाइस और प्रोसेसर दोनों ही संसाधन या रिसोर्स माने जाते हैं और हम चाहते हैं की सिस्टम में यह दोनों ही संसाधन 100 उपयोग में लाए जाएं या कम से कम काफी अधिक प्रतिशत में इनका इस्तेमाल हो इनमें से कोई एक ही एक बार में प्राप्त किया जा सकता है और दूसरा नहीं अब यह सिस्टम पर चल रही प्रोसेस पर निर्भर करता है कि इनमें से कौन सा प्राप्त किया जा सकता है उदाहरण के लिए अगर हम डेटाबेस जैसे ऑपरेशन पर निगाह डालें इसमें कंप्यूटेशन बहुत कम होता है हमारे पास एक क्वेरी आई है कि हमें उन लोगों को ढूंढना है जिन की तनख्वाह रु 30000 प्रति माह से ज्यादा है जहां तक इस ऑपरेशन का सवाल है इसमें प्रोसेस को बहुत बार डिस्क को एक्सेस करना पड़ेगा यह देखने के लिए कि सैलरी कितनी है दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे हैं कि कंप्यूटेशन बहुत कम है दूसरी ओर अगर हमारे पास सेटेलाइट से प्राप्त डाटा है और उसके हिसाब से हमें आने वाले मौसम की भविष्यवाणी करनी है तो इसमें बहुत सारा कंप्यूटेशन करना पड़ेगा हमारे पास सेटेलाइट से प्राप्त केवल थोड़े से चित्र हैं और इसमें शामिल कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा है इस प्रकार हमारे पास कुछ कार्य जैसे मौसम की भविष्यवाणी जो कंप्यूटेशन वाला कार्य है और कुछ कार्य जैसे यह डाटा बेस वाला ऑपरेशन इनपुट आउटपुट वाला कार्य IO bound jobs है अगर मेरे सिस्टम में सारे कार्य कंप्यूटेशन वाले हैं तो यह आईओ डिवाइस ज्यादातर वक्त खाली बैठी रहेगी इसी प्रकार अगर मेरे पास आईओ वाले कार्य ज्यादा हैं तो यह कन्फ्यूटेशन वाला हिस्सा खाली बैठा रहेगा पर हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच संतुलन बना रहे यह संतुलन कैसे बनाया जा सकता है वास्तव में इसे इस जगह से नियंत्रित किया जा सकता है जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वह यह है कि हो सकता है कि user1 से कंप्यूटेशन वाले और यूजर 5 से आईओ वाले कार्य आ रहे हो ऐसे में मैं रेडी क्यू में यह देख सकता हूं कि सिस्टम में किस तरह के कार्य चल रहे हैं और किस तरह का लोड है आईओ डिवाइस का कैसा उपयोग हो रहा है और वेटिंग क्यू में क्या क्या है और तब मैं यह निर्णय ले सकता हूं कि मुझे कंप्यूटेशन वाले कार्य को स्वीकार करना है या फिर आईओ वाले कार्य को और इस तरह की पॉलिसी भी बनाई जा सकती है यह कार्य लॉन्ग टर्म शेड्यूलर द्वारा किया जाता है लोंग टर्म शेड्यूलर विभिन्न यूजर से सिस्टम में आने वाली कार्यों के वर्गों को देखता है और उसी के अनुरूप कुछ को स्वीकार करता है और कुछ कार्यों को इंतजार करवाता है दूसरी ओर अगर मैं शेड्यूलिंग के इस हिस्से की ओर देखता हूं तो मेरे पास रेडी क्यू में कई सारे कार्य इंतजार कर रहे हैं इस रेडी क्यू में मेरे पास कई कार्य इंतजार कर रहे हैं यहां से मुझे उन कार्यों का चुनाव करना है जो रनिंग स्टेट पर जाएंगे यह कार्य हम कैसे करें इसे करने के लिए हमें वापस इन कार्यों की प्राथमिकता और कुछ और मापदंडों की ओर देखना पड़ेगा हम जो भी करें हमें यह काफी तीव्र गति से करना होगा क्योंकि जितना वक्त मैं यहां व्यतीत करूँगा वह सिस्टम का ओवरहेड बढ़ाएगा मैं जिस किसी कार्य को भी रनिंग स्टेट पर डालने के लिए चुनूंगा सिस्टम उस कार्य को करने में शायद दो माइक्रोसेकंड लगाएगा और फिर अगले कार्य के लिए तैयार हो जाएगा इसलिए प्रत्येक दो माइक्रोसेकंड में मुझे यह निर्णय लेना है कि किस कार्य को रनिंग स्टेट में डालना चाहिए इसलिए यह निर्णय काफी तेज होना चाहिए माइक्रोसेकेंड्स में लिया जाना चाहिए यह कार्य हम कैसे करें यह शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो यहां चल रहा है इसे बहुत तीव्र गति से कार्य करना होगा जबकि यह लोंग टर्म शेड्यूल थोड़ा ज्यादा वक्त ले सकता है पर इसे बहुत अच्छे निर्णय लेने होंगे दूसरी ओर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को बहुत तेज गति से काम करना होगा पर इसे कार्यों का चुनाव करते वक्त बहुत ज्यादा मंथन करने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की शेड्यूलिंग की नीतियां काफी सरल होंगी जबकि लोंग टर्म शेड्यूलर को अलग अलग यूजर के द्वारा दिए गए कार्यों का स्टैटिसटिकल एनालिसिस करने के बाद आईओ वाले और कंप्यूटेशन वाले कार्यों के बीच एक संतुलन बनाना होगा इसे हम बाद में और विस्तार से देखेंगे अब हम वापस शेड्यूलिंग क्यू पर आते हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म या सीपीयू शेड्यूलर है जो उस प्रोसेस को चुनेगा जिसे अगली बार एग्जीक्यूट होना है और इसे सीपीयू आवंटित करेगा कई बार सिस्टम में हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं होता क्योंकि सिस्टम में विभिन्न तरह के यूजर्स का ज्यादा लोड नहीं होता उदाहरण के लिए एक लेबोरेटरी के अंदर केवल छात्र ही जॉब सबमिट करते हैं सभी जॉब एक ही तरह के हैं यह जॉब असाइनमेंट सबमिट करने जैसे हैं अब अगर इन जॉब्स के बीच में कोई अलगाव नहीं है तब लोंग टर्म शेड्यूलर का कोई कार्य भी नहीं है यह केवल वक्त की बर्बादी होगी इस प्रकार हम केवल शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से काम चला सकते हैं हमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए इसे मिली सेकंड और माइक्रोसेकेंड्स की रेंज में बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है और स्वभाविक है कि इसे बहुत तेज होना चाहिए लोंग टर्म शेड्यूलर यह तय करता है कि किस प्रोसेस को रेडी क्यू में लाया जाए इसलिए इसे उन जगहों पर ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है जहां पर बातें सेकंड या मिनटों में होती हैं यह भी सच है यह थोड़ा धीमा होगा और इसे मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री इस शब्द को तब प्रयोग किया जाता है जब सिस्टम में बहुत सारे जॉब हों हम यहां पर जॉब की जगह वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात भी कर सकते हैं जैसे आइओ वाले जॉब या फिर सीपीयू वाले जॉब अगर यह मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री कम है तो इसका अर्थ है कि सिस्टम में जॉब भी कम होंगे और यह ज्यादा कुछ नहीं कर रहा होगा इस तरह यह काफी समय तक बेकार बैठा रहेगा और सिस्टम का थ्रोपुट कम रहेगा अगर आपको सिस्टम का थ्रोपुट कम लग रहा है तो उसका एक कारण मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री कम होना हो सकता है इसलिए आप सिस्टम में और प्रोसेस को लाने की कोशिश करेंगे रेडी क्यू में और अधिक प्रोसेस रखी जाएंगी ताकि मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री बढ़ सके और सिस्टम की उपभोग दर बढ़ सके परंतु ऐसी परिस्थिति भी आती है जब मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री तो अधिक हो परंतु सिस्टम का थ्रोपुट काफी कम हो यह सिस्टम में किसी त्रुटिपूर्ण कठिन समस्या अथवा किसी अवांछित परिस्थिति के आने की ओर इशारा करता है और ऐसे में हमें मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री को कम करने की जरूरत पड़ती है अर्थात जब सिस्टम का थ्रोपुट काफी कम हो और मल्टीप्रोग्रामिंग की डिग्री उच्च हो तो यह सिस्टम में किसी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है इस तरह हम इसे दोनों तरफ से प्रयोग कर सकते हैं जब चाहे बढ़ा सकते हैं और जब चाहे जरूरत पड़ने पर कम कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि प्रोसेस का वर्णन आई ओ वाली या सीपीयू वाली प्रोसेस की तरह किया जा सकता है इस आईओ वाली प्रोसेस में ज्यादा वक्त कंप्यूटेशन की बजाय आईओ डिवाइस पर लगाया जाएगा इससे हमें छोटे छोटे कई सीपीयू बर्स्ट्स मिलेंगे सीपीयू से जुड़ी प्रोसेस में कंप्यूटेशन पर काफी वक्त लगाया जाएगा और हमें लंबे सीपीयू बर्स्ट्स मिलेंगे इसे हम सीपीयू बर्स्ट्स और आईओ बर्स्ट्स IO bursts की तरह समझ सकते हैं मान लीजिए कि हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं सुविधा के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला उदाहरण फिर से लेते हैं शुरुआत में हम कुछ आईओ ऑपरेशन जैसे कि ए बी और सी की वैल्यू रीड करने का कार्य करेंगे इसके बाद कंप्यूटेशन का कार्य किया जाएगा और हमें रूट की वैल्यू मिलेगी फिर प्रिंट किया जाएगा इस प्रकार शुरुआत में कुछ आईओ होगा फिर कुछ कंप्यूटेशन और अंत में वापस कुछ आईओ हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने वाले उदाहरण का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा सामान्य तौर पर मैं यह कह सकता हूं कोई प्रोग्राम कुछ समय के लिए आइ ओ सिर्फ कुछ समय के लिए कंप्यूटेशन और फिर वापस कुछ समय के लिए आईओ और फिर वापस कंप्यूटेशन करेगा यह एकल समय अंतराल जिसमें आइओ और सीपीयू आ रहा है इन्हें बर्स्ट्स कहा जाता है इसलिए इसे सीपीयू बर्स्ट्स कहा जाएगा और इसी प्रकार यह दूसरा सीपीयू बर्स्ट्स है अगर कोई आईओ बाउंड जॉब है तो उसमें आईओ बर्स्ट्स लंबी होगी और सीपीयू बर्स्ट्स छोटी होंगी क्योंकि सीपीयू ऑपरेशन काफी कम चाहिए होगा और ज्यादातर वक्त आईओ ऑपरेशन चल रहा होगा दूसरी ओर अगर कोई कंप्यूट बाउंड प्रोसेस है तो उसमें आईओ बर्स्ट छोटी होगी और सीपीयू बर्स्ट लंबी होगी जब भी कभी प्रोसेस को सीपीयू मिले तब अगर कोई टाइमर यह देखने के लिए चालू किया जाए कि आईओ बर्स्ट पर जाने से पहले यह सीपीयू कितने वक्त के लिए इस्तेमाल करती है तो हमें सीपीयू बर्स्ट के वक्त का भी पता लग जाएगा इस तरह हम देखेंगे कि कंप्यूट बाउंड जॉब में सीपीयू बर्स्ट्स आईओ बाउंड जॉब की तुलना में ज्यादा बड़ी होती है जैसा कि मैंने पहले कहा था एक अच्छा मिश्रण वह होगा जिसमें सीपीयू बाउंड जॉब और आईओ बाउंड जॉब दोनों ही संतुलन में हों यह लोंग टर्म शेड्यूलर ऐसे ही अच्छे प्रोसेस मिश्रण को प्राप्त करने की कोशिश करता है जिसकी हमें आवश्यकता है आगे चलकर हम देखेंगे कि यह विभिन्न टर्म शेड्यूलर द्वारा कैसे किया जाता है मोबाइल सिस्टम में मल्टी टास्किंग की संकल्पना होती है कुछ मोबाइल सिस्टम जैसे पुराने आईओएस केवल एक प्रोसेस को रन करने दिया करते थे और बाकी को रोक देते थे वह बहुत साधारण सिस्टम था जिसमें केवल एक प्रोसेस चल सकती थी अर्थात मल्टीटास्किंग नहीं थी आईओएस 4 के पश्चात इनमें सामने एक प्रोसेस जो यूजर इंटरफेस से संचालित होती थी चल सकती थी और पार्श्व में कई सारी प्रोसेस कुछ बन्धनों के साथ मेमोरी में चल सकती थी परंतु डिस्प्ले पर नहीं इस प्रकार सामने एक प्रोसेस हो सकती है जिसे यूजर के द्वारा शुरू किया जाए और कुछ अन्य बैकग्राउंड प्रोसेस हैं जो मेमोरी में चल रही है परंतु निम्न प्राथमिकता के साथ अगर हम सीमा या लिमिट की बात करें तो इसमें एक अकेला छोटा कार्य और घटनाओं का नोटिफिकेशन रिसीव करना और कुछ खास लंबे सतत कार्य जैसे ऑडियो प्लेबैक शामिल है हमारे सिस्टम में यह कुछ विभिन्न तरह की लिमिट हो सकती हैं अगर आप अब एंड्राइड की तरफ देखें इसमें सामने और पार्श्व में प्रोसेस कुछ कम लिमिट से चलती हैं पार्श्व में चलने वाली प्रोसेस एक सर्विस का इस्तेमाल कर कार्य कर पाती हैं पार्श्व में चलने वाली प्रोसेस के बंद हो जाने पर भी यह सर्विस चलती रहती है इस सर्विस का मेमोरी उपभोग कम होता है और यूजर इंटरफेस रहता है इस तरह एंड्राइड स्ट्रक्चर में सामने और पार्श्व में प्रोसेस कार्य करते हैं जो प्रोसेस सामने रहेगी वह हमेशा रन कर रही होंगी साथ में पार्श्व में भी कुछ कार्य चल रहे हैं जो इस पर निर्भर करते हैं कि सर्विस किस तरीके से संकल्पित ही गई है अब हम कॉन्टेक्स्ट स्विच की बात करते हैं आधिकारिक तौर पर इसकी परिभाषा यह है कि जब सीपीयू किसी दूसरी प्रोसेस पर स्विच करता है तब सिस्टम ने पुरानी प्रोसेस की स्टेट को सेव कर रखना चाहिए और नई प्रोसेस को उसकी सेव की हुई स्टेट से कांटेक्स्ट स्विच के द्वारा लोड करना चाहिए जैसे कि मैंने बताया पहले एक प्रोसेस रन कर रही थी अब हम प्रोसेस 1 को रोकना चाहते हैं और प्रोसेस टू को शुरू करना चाहते हैं हमें प्रोसेस वन की पर्याप्त जानकारी पीसीबी में रखनी पड़ेगी ताकि हम प्रोसेस वन को पुनः उसी जगह से शुरू कर सकें हमें पुरानी प्रोसेस की स्टेट को पीसीबी में सेव करना है और बाद में जब हम इसे पुनः चालू करना चाहते हैं तब इसका प्रोसेस के लिए कांटेक्स्ट पीसीबी से रिस्टोर करना है यह नई प्रोसेस की सेव की हुई स्टेट है इसे कॉपी करना पड़ेगा और पुरानी प्रोसेस की स्टेट को सेव करना पड़ेगा इसे ही कांटेक्स्ट स्विच कहा जाता है पीसीबी में प्रोसेस का कांटेक्स्ट रिप्रेजेंट करना होता है जैसा कि मैंने पहले बताया प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वह जगह है जहां यह सारी कांटेक्स्ट से संबंधित चीजें रखी जाती हैं कोंटेक्स्ट स्विच करने का टाइम केवल एक ओवरहेड है और इस समय सिस्टम केवल कॉपी और रिस्टोर करने का काम कर रहा है किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा इसलिए यह केवल ओवरहेड ही है जितनी जटिल ऑपरेटिंग सिस्टम और पीसीबी होंगे उतना ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम बढ़ता जाएगा क्योंकि उतनी ही ज्यादा जानकारियां सेव और रिस्टोर करनी पड़ेगी साथ ही यह समय हार्डवेयर के सपोर्ट पर भी निर्भर रहता है कुछ हार्डवेयर में एक सीपीयू पर रजिस्टर के कई सारे सेट होते हैं उदाहरण के लिए अगर आप 8051 या आर्म प्रोसेसर्स की ओर देखेंगे तो आपको कई सारे सीपीयू रजिस्टर सेट मिलेंगे इसलिए अगर आप एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जाना चाहते हो तो एक प्रोसेस के कंटेक्स्ट को सीपीयू रजिस्टर के एक सेट में रखा जा सकता है और दूसरी प्रोसेस को दूसरे सेट में इसलिए प्रोसेस के बीच में स्विच करना एक रजिस्टर बैंक के बीच में स्विच करने जैसा होगा और इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की गति तीव्र हो जाती है आजकल डिजाइन की जाने वाली कई सारी प्रोसेस में इस तरह की हार्डवेयर की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि यह कंटेक्स्ट स्विचिंग वाला पूरा ऑपरेशन काफी तीव्र हो जाए यह एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका ध्यान आर्किटेक्चर डिजाइनर और ओएस डिजाइनर को रखना चाहिए अब हम प्रोसेस की ऑपरेशंस पर आते हैं सिस्टम को प्रोसेस क्रिएशन उसके टर्मिनेशन और इसी प्रकार कई सारी अन्य चीजों के लिए एक क्रिया विधि प्रदान करनी चाहिए प्रोसेस क्रिएशन का मतलब है कि मैं एक नई प्रोसेस बना सकूं जहां मैं कुछ नया कर सकूं ऐसे में किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना होगा जो कि हो सकता है स्वैच्छिक हो या अनैच्छिक स्वैच्छिक टर्मिनेशन में प्रोसेस खत्म होती है और बताती है कि मैं खत्म हो चुकी हूं कभी कभी प्रोसेस ठीक ढंग से कार्य नहीं करती और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बीच में आना पड़ता है और प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ता है इस तरह दोनों तरह की प्रोसेस टर्मिनेशन की जरूरत होती है हम एक प्रोसेस कैसे क्रिएट करते हैं प्रोसेस के बीच में पैरंट चाइल्ड रिलेशनशिप है और एक प्रोसेस कई सारी अन्य प्रोसेस क्रिएट कर सकती है पैरंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है वह अपनी जगह पर नई प्रोसेस क्रिएट करते हैं और इस तरह प्रोसेस का एक ट्री बन जाता है इस प्रकार यह इनिट है जिसका pid एक के बराबर है यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है और इसमें इनिट पहली प्रोसेस होती है और इसका pid एक होता है यह इनिट प्रोसेस कई सारी प्रोसेस क्रिएट कर सकता है जोकि चिल्ड्रन प्रोसेस होंगी और उनमें से कोई एक लॉग इन प्रोसेस हो सकती है जो यूजर को लॉग इन डाटा डालने के लिए प्रांप्ट कर सकती है और कोई और दूसरी प्रोसेस हो सकती है जो पाइथन प्रोग्राम या पाइथन स्क्रिप्ट का ध्यान रखे ऐसे ही शैल स्क्रिप्ट या एसएसएचडी हो सकती है इसी प्रकार लॉगिन से यह दूसरी प्रोसेस क्रिएट कर सकती है जैसे बी शैल या बैश शैल में भी यूज़र कोई ऐसा कमेंट दे सकता है जिससे कि वह प्रोसेस स्टेटस जानने की कोशिश करे या ऐसा कोई एडिटर हो सकता है जैसे कि विम एडिटर इस प्रकार पैरेंट प्रोसेस द्वारा क्रिएट किए गए चिल्ड्रन प्रोसेस का एक आइडेंटिफायर नंबर हमारे पास हो सकता है सामान्य तौर पर एक प्रोसेस को पहचानना और उसको मैनेज करना प्रोसेस आईडेंटिफायर के द्वारा किया जाता है प्रत्येक प्रोसेस जो क्रिएट की जाती है उसे एक आईडेंटिफायर वैल्यू मिलती है क्योंकि 1 नंबर इनिट प्रोसेस को दिया जाता है इसलिए इनकी शुरुआत 2 से होती है जैसे जैसे नई प्रोसेस क्रिएट की जाती हैं यह वैल्यू भी इंप्लीमेंट की जाती है जब यह अपनी अधिकतम वैल्यू पर पहुंच जाती है तब वापस दो से शुरुआत होती है क्योंकि यह मान लिया जाता है अब तक पहली प्रोसेस खत्म हो चुकी होगी निश्चित तौर पर यह चेक किया जाएगा कि pid की वैल्यू दोहराई ना जाए इस तरह हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस का एक ट्री होता है अब हम पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच रिसोर्स शेयरिंग की बात करेंगे एक विकल्प यह हो सकता है कि पैरंट्स और चिल्ड्रन सारे रिसोर्स शेयर करें दूसरा चिल्ड्रन पेरेंट्स के रिसोर्स का एक सब सेट शेयर करें और तीसरा पैरंट और चिल्ड्रन कोई भी रिसोर्स शेयर ना करें यह हमारे पास तीन विकल्प हैं जैसे पेरेंट्स के पास कुछ वैरियेबल्स और मेमोरी लोकेशन हों अब यह मेमोरी लोकेशन या वेरिएबल चाइल्ड प्रोसेस के लिए उपलब्ध होंगी या नहीं इस तरह के निर्णय इन विकल्पों से लिए जा सकते हैं कुछ मामलों में हम चाहेंगे कि यह लोकेशन चाइल्ड प्रोसेस के लिए दृश्य हो और कुछ मामलों में हम चाहेंगे कि यह उनके लिए अदृश्य रहें इस तरह अलग अलग निर्णय लिए जा सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई सख्त नियम हो कि जिसका हमें पालन ही करना पड़ेगा अलग अलग डिजाइनर अलग अलग नीति बनाकर इस शेयरिंग की डिग्री को कम या ज्यादा कर सकते हैं तुमने देखा कि रिसोर्स शेयरिंग मैं यह सामान्य विकल्प हमारे पास हैं कि या तो वह सारे रिसोर्स शेयर करें या कोई रिसोर्स शेयर ना करें या फिर चिल्ड्रन पेरेंट्स के रिसोर्सेज के सब सेट को शेयर करें दूसरा विकल्प हमारे पास एग्जीक्यूशन का है हो सकता है कि पैरंट और चिल्ड्रन एक साथ एग्जीक्यूट होंया फिर पेरेंट चिल्ड्रन प्रोसेस के टर्मिनेट होने का इंतजार करें यह कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास एक पैरंट प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट हो रही है और यह इस जगह तक आई और यहां पर एक नई प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस बनी मान लीजिए हमारे पास एक पैरंट प्रोसेस P1 है और इससे एक चाइल्ड प्रोसेस C1 क्रिएट हुई अब मेरे पास सिस्टम में दो प्रोसेस है एक P1 जिसने चाइल्ड को क्रिएट किया और अब आगे बढ़ जाएगी दूसरी C1 जो अपना कार्य करेगी जहां तक इस सिस्टम का सवाल है इसके पास अलग अलग विकल्प हैं जैसे P1 और C1 दोनों प्रोसेस समानांतर आगे बढ़ें यहां C1 रेडी क्यू पर है और ऐसे में C1 और P1 दोनों की एंट्री हो सकती है यह शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पर निर्भर करेगा कि यह किसे एग्जीक्यूट होने का मौका दें इस तरह P1 और C1 दोनों एग्जिक्यूट हो या फिर ऐसा हो कि C1 पहले एग्जीक्यूट हो और यह डीशेड्यूल हो जाए और उसके बाद P1 को एग्जीक्यूट होने का मौका मिले या फिर P1 को पहले एग्जीक्यूट होने का मौका मिले उसके बाद यह डी शेड्यूल हो और फिर C1 एग्जीक्यूट हो वैसे भी हो सकता है जैसे क़ि P1 और C1 दो समानांतर प्रोसेस हों अब इनके बीच कोई पारस्परिक निर्भरता नहीं है दूसरी संभावना यह है कि जब P1 ने C1 को क्रिएट किया है तो यह C1 के पूर्ण होने का इंतजार करेगा जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होती है पैरंट प्रोसेस वेट स्टेट में डाल दी जाती है और यह तब तक यहां रहेगी जब तक चाइल्ड प्रोसेस पूर्ण ना हो जाए एक बार चाइल्ड प्रोसेस पूर्ण हो जाए तो P1 को वेट स्टेट से उठाकर रेडिस्टेट में वापस डाल दिया जाएगा हमने देखा कि जब तक चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है पैरेंट प्रोसेस को रोक कर रखा गया है यह दो अलग अलग विचार हैं और इनमें से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है अलग अलग प्रोसेस इनहैं अलग अलग तरीके से चुन सकते हैं कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पैरंट प्रोसेस को इंतजार करने के अलग अलग तरीके इजाद करते हैं कभी सिस्टम इन्हें अपनाते हैं और कभी छोड़ देते हैं हमें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दी गई सुविधाओं का इसी अनुसार उपयोग करना होता है अब हम एड्रेस स्पेस की बात करते हैं एक विकल्प ऐसा है जिसमें चाइल्ड का एड्रेस पैरेंट के ऐड्रेस स्पेस का डुप्लीकेट होगा दूसरा विकल्प यह है की पैरंट प्रोसेस की तरह चाइल्ड के पास भी कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट है और यह भी अपना प्रोग्राम ऐड्रेस स्पेस में लोड करता है ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड प्रोसेस भी वही कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट उपयोग करें जो पैरेंट प्रोसेस का है दूसरी संभावना यह है कि चाइल्ड प्रोसेस अपना ही कोड डाटा और स्टैक सेगमेंट प्रयोग में लाए क्योंकि यह एक नई प्रोसेस है अब चाइल्ड का एड्रेस स्पेस पैरेंट के एड्रेस स्पेस से बिल्कुल भिन्न होगा और यह एड्रेस स्पेस हम किसी जगह अलग से लोड कर सकते हैं अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें तो पाएंगे कि यह इन सब चीजों को मिला जुला कर इस्तेमाल करता है जैसे कोई नई प्रोसेस बनाने के लिए यह फोर्क सिस्टम कॉल करता है उसके बाद एक एग्जैक सिस्टम कॉल होती है जिसे फोर्क के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है और यह प्रोसेस की मेमोरी स्पेस को एक नए प्रोग्राम से विस्थापित कर देती है अगर आप पैरंट प्रोसेस को देखें पेरेंट्स के पास यह कोड सेगमेंट डाटा सेगमेंट और स्टैक है जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होती है तो यह वही कोड सेगमेंट प्रयोग में लाती है कोड वाला अंश दोनों के बीच साझा किया जाता है जबकि डाटा और स्टैक वाला हिस्सा अलग अलग होते हैं तो यह नए हैं पर इसे कॉपी किया गया है इसे भी कॉपी किया गया है यह भी और यह भी कॉपी किया गया है यह एक समान है और इसे साझा किया गया है इस प्रकार कोड अंश को शेयर किया गया है और डाटा और स्टैक अलग अलग है अगर मैं यहां पर एक प्रोग्राम लिखूं मैं यहां पर एक फ़ोर्क लिखूं और फिर मैं लिखूं प्रिंट हेलो अगर यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा तब यह पूर्ण होने के बाद मेरे पास दो प्रोसेस होंगी पेरेंट्स यहां था ही और अब नई चाइल्ड प्रोसेस भी क्रिएट हुई है अब चूँकि पैरंट आगे बढ़ता रहेगा यह स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करेगा और चाइल्ड भी वही ऐड्रेस स्पेस इस्तेमाल में ला रहा है तो चाइल्ड भी यह कोड एग्जीक्यूट करेगा और यह भी हेलो प्रिंट करेगा परिणाम अनुसार यह हेलो दो बार प्रिंट हो जाएगा इस तरह यह कोड साझा किया जाता है अब हम डाटा की बात करते हैं मेरे पास यह वेरिएबल एक्स यहां है अगर यह X इस डाटा सेगमेंट में एक पूर्णांक है तब यहां पर भी एक एक्स होगा पर यह दोनों X अलग अलग होंगे अगर मैं अपने पुराने उदाहरण पर वापस जाऊं और यह कहूं कि पैरंट प्रोसेस 5 को एक्स को असाइन करती है तब X 5 के बराबर हो जाएगा पर यह चाइल्ड प्रोसेस को नहीं दिखेगा अगर पेरेंट फोर्क करता है तो यह 5 को एक्स के बराबर बना देता है पर चाइल्ड प्रोसेस को एक्स की यह नई वैल्यू नहीं दिखेगी उसे केवल पुरानी वैल्यू दिखेगी हम इसे बाद में और विस्तार से देखेंगे वहां पर एक और चीज है जो यूनिक्स द्वारा बाय डिफॉल्ट दी जाती है पर हम इसे हो सकता है ना चाहें आप चाहोगे कि चाइल्ड कुछ नया करें और उसके लिए यहां पर दूसरा सिस्टम एग्जैक है हो सकता है कि नयी प्रोसेस से हम कोई दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहें तो यह एक्सेक काल करेगा और इस सारे भाग को ओवरराइट कर देगा और फिर यह लोड होगा एक नए प्रोग्राम से कॉपी होगा जिसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इस तरह यह चाइल्ड प्रोसेस एक नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगी अब पैरेंट प्रोसेस चाइल्ड के पूर्ण होने का इंतजार करेगी जब चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर पूर्ण होने पर बाहर निकलती है तब यह पैरंट प्रोसेस को एक सूचना भेजती है की चाइल्ड प्रोसेस पूर्ण हो चुकी है ताकि पेरेंट्स इस जगह से आगे बढ़ सके इस प्रकारयह सब अलग अलग सिस्टम कॉल हैं फोर्क क्रिएट करती है एग्जैक नए चाइल्ड प्रोसेस के लिए मेमोरी पार्ट को औवरराइट करती है एग्जिट एग्जीक्यूशन से बाहर निकलने के लिए होती है और यह एग्जिट जो पैरेंट वेट कर रहा है उसको यह इंफॉर्मेशन देती है कि चाइल्ड पूर्ण हो चुका है और अगर यह इस तरह का सिंक्रोनाइजेशन चाहे तो इसे वहां से रिज्यूम कर सकता है अगर यह एग्जिट यहां पर ना हो तो पैरंट को यह इंतजार करने की कॉल नहीं दी जाएगी तब इस जगह के बाद यह पैरंट और चाइल्ड दोनों समानांतर प्रोसेस होंगी और एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी परंतु अगर यह वेट यहां पर है तब इन दोनों के बीच पेरेंट्स और चाइल्ड सिंक्रनाइजेशन होगा और पैरेंट चाइल्ड प्रोसेस के पूर्ण होने पर ही आगे बढ़ पाएगा